सभी को नमस्कार इस कक्षा में हम एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण पर चर्चा शुरू करते हैं स्लाइड समय देखें 0022 तो इसमें हम इन अवधारणाओं को कवर करेंगे - साइमल्टेनियस कन्वर्सन और इस पद्धति का उपयोग फ्लैश कन्वर्टर टाइप एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर एडीसी के लिए और फिर हम काउंटर आधारित रूपांतरण और कंटिन्युयस कन्वर्सन पर चर्चा करेंगे ठीक है तो ये तीन चीजें हैं जो हम आज की कक्षा में लेंगे इसलिए पहले हम साइमल्टेनियस कन्वर्सन की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं तो जिसके लिए हम एक छोटा उदाहरण देखते हैं आप बाएं हाथ तरफ से क्या देखते हैं तो यहाँ एक एनालॉग इनपुट वोल्टेज है जो कि प्रतिबंधित है जो 0 से V वोल्ट तक सीमित है तो हम इसे इस तरह से मानते हैं और यह 3 कम्पेरेटर इनपुट के समानांतर जा रहा है यहाँ 3 कम्पेरेटर इनपुट हैं 3 कम्पेरेटर C1 C2 और C3 ठीक हैं और इनमें से प्रत्येक कम्पेरेटर को 3 अलग अलग प्रकार के रेफरेंस वोल्टेज मिले हैं ठीक हैं तो पहले के लिए यह V भागित 4 प्लस V भागित 4 दूसरे प्लस V भागित 2 और तीसरे प्लस 3V भागित 4 क्या यह ठीक है सही है तो एनालॉग इनपुट वोल्टेज के विभिन्न वोल्टेज रेंज के लिए आउटपुट C3 C2 C1 क्या होगा तो यह ट्रुथ टेबलके इस भाग में देखा जाता है यहाँ आप देख सकते हैं कि यह एक पीला बॉक्स है जहां आप देख सकते हैं कि इस विशेष ब्लॉक का इनपुट और आउटपुट कैसे संबंधित है तो इस सीमा में इनपुट 0 से प्लस V भागित 4 है तो क्या हो रहा है इन मामलों में से प्रत्येक के लिए यह इनपुट थ्रेशोल्ड वोल्टेज या रेफरेंस वोल्टेज से कम है जो प्रत्येक कम्पेरेटर के लिए निर्धारित है क्या यह नहीं है तो इनमें से प्रत्येक कम्पेरेटर के लिए आउटपुट 0 होगा तो यह मामला है क्या यह स्पष्ट है तो जब इनपुट प्लस V भागित 4 से प्लस V भागित 2 होता है तो फिर क्या होता है तो यह इस विशेष कम्पेरेटर के लिए है जो कि थ्रेशोल्ड के बारे में है क्या यह स्पष्ट है तो ये कम्पेरेटर आपको 1 आउटपुट देता हैं C1 1 होगा बाकी मामलों के लिए यह थ्रेशोल्ड के नीचे है यह V भागित यह होगा यह थ्रेशोल्ड V भागित 2 है यह V भागित 2 से कम है और यह 3 V भागित 4 है यह भी 3 V भागित 4 से कम है तो यह ऐसा मामला है जिसे आप देख सकते हैं जब यह V भागित 2 से 3V भागित 4 में होता है तो क्या होता है बेशक यह इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अधिक है और इस थ्रेशोल्ड या रेफरेंस वोल्टेज से भी अधिक है ठीक है तो C1 और C2 इस समय उच्च होंगे और C3 0 है ठीक है और क्या होता है जब यह 3V भागित 4 से प्लस V तक जाता है यह इस सीमा में ठीक है इसलिए एनालॉग इनपुट वोल्टेज प्रत्येक कम्पेरेटर के लिए रेफरेंस वोल्टेज से अधिक है ठीक हैं इसलिए वे सभी आउटपुट 1 दे रहे होंगे जैसा कि आप इस विशेष मामले में देख सकते हैं क्या यह स्पष्ट है सही है इसलिए एनालॉग इनपुट वोल्टेज के लिए कम्पेरेटर के आउटपुट पर 3 कम्पेरेटर के साथ हम देख सकते हैं कि 4 रेंज इस तरह से मैप की जाती हैं अब इस तरह की चीज के साथ C3 C2 C1 जो कि 4 ऐसी श्रेणियों में है यदि आप इसे डिजिटल में एनकोड करना चाहते हैं यह एनालॉग वोल्टेज डिजिटल में तो इन 4 श्रेणियों को हम जानते हैं जो हमने पहले चर्चा की है 2 बाइनरी कोड पर्याप्त है क्योंकि यहाँ 4 रेंज हैं तो एक 00 दूसरा 01 दूसरा 10 दूसरा 11 - ठीक है इसलिए 3 आउटपुट के बजाय जिस तरह से हमने C3 C2 C1 को देखा है हमारे पास एक स्कीम और एन्कोडिंग स्कीम हो सकती है जहां C3 C2 C1 इनपुट है ठीक है और हम बाइनरी आउटपुट प्राप्त करते हैं यहां हम जिस स्कीम का पालन करते हैं वह यह है कि जब उन सभी को 0 पर 0 से प्लस V भागित 4 तक आउटपुट 00 होगा प्लस V भागित 4 से प्लस V भागित 2 तक C3 C2 C1 001 है यह 01 होगा अगला 10 है और अगला 11 है यह एक प्रकार की मैपिंग है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं क्या यह ठीक है तो हम इस एन्कोडिंग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो इस एन्कोडिंग को पूरा करने के लिए हम इस विशेष संबंध को देखते हैं जो कि इस ब्रैकेट के भीतर थोड़ा करीब है ठीक है इसलिए हम देख सकते हैं कि यह आउटपुट जो कि 2 की शक्ति 1 आउटपुट है हम इसका उल्लेख केवल उस विशेष आउटपुट के बाइनरी वेट के साथ संबद्ध होने के लिए कर रहे है एक बाइनरी नंबर रिप्रेसेंटेशनमें जिस तरह से हमने डीएसी के लिए किया है तो इसी तरह हम एडीसी के बारे में सोच रहे हैं ठीक है तो यह 1 है जब भी C2 1 होता है तो आप देखते हैं कि C2 यहाँ पर 1 है और 2 की शक्ति 1 यहाँ 1 हैं C2 0 है और यह 0 है तो यह वही है जिसे हम पहचान सकते हैं है ना इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2 की शक्ति 1 C2 के बराबर आउटपुट है ठीक इसी तरह से तो एनकोडर मे लॉजिक सर्किट में जो हमारे पास हो सकता है C2 सीधे 2 की शक्ति 1 से जुड़ा हुआ है तो कोई अन्य गेट्स या और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है क्या यह ठीक है अब 2 की शक्ति 0 के लिए यह आउटपुट जिसे हम देख सकते हैं यह है यदि C3 1 है यदि C3 1 है तो यह 1है जब C3 0 है तो आपको पता है यह नहीं है यह कुछ नहीं है मेरा मतलब है जब भी यह 1 हो रहा है तो यह 1 है C3 0 हो रहा है इस मामले में हमें कुछ अन्य संबंध देखने होंगे जिससे हमें इस विशेष 1 का पता लगाना होगा जो मौजूद है - सम ऑफ प्रॉडक्ट मेथड में तो यह पहली चीज है जिसे हम पहचान सकते हैं और इस विशेष 1 के लिए हम एक अद्वितीय संयोजन देख सकते हैं जब C2 0 और C1 1 है जो कि इसमे विशेष रूप से केवल एक बार हो रहा है जिसे आप जानते हैं C3 C2 C1 संयोजन ठीक है जब आप इस तरह की तुलना कर रहे हैं एनालॉग इनपुट वोल्टेज और उत्पन्न कम्पेरेटर आउटपुट के बीच ठीक है तो उस समय हम देख सकते हैं कि C2 0 है और C1 1 है और आउटपुट 1 है इसलिए हम इसे लिख सकते हैं विशेष रूप से इस कथन में लॉजिक स्टेटमेंट के रूप लॉजिक C3 प्लस यह C2 प्राइम C1 है क्या यह ठीक है तो इस एनकोडर के भीतर हमें जो मिला है वह हम समझते हैं तो यह एनालॉग इनपुट वोल्टेज है यह कम्पेरेटर आउटपुट हैं तो यह एक लॉजिक ब्लॉक पर जाएगा और वह एनकोडर है और आउटपुट में यहाँ 2 आउटपुट होंगे 2 डिजिटल आउटपुट तो 1 एनालॉग इनपुट 2 डिजिटल आउटपुट और आपको पता है हम यह 4 विशेष रूपांतरण प्राप्त कर रहे हैं 2 बिट्स के साथ एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण 2 बिट रूपांतरण क्या यह ठीक है साइमल्टेनियस कन्वर्शन मेथड द्वारा ठीक है अब अगर हम बेहतर रिसोल्यूशन 3 बिट रूपांतरण चाहते हैं तो यहाँ 8 स्तर होंगे तो आइए हम उस तरह के प्रस्ताव को देखें ठीक है इसलिए हम 3 बिट रूपांतरणदेखते हैं तो 8 स्तर इसलिए 8 स्तरों को कितने कम्पेरेटर की आवश्यकता होगी जैसा कि हमने 4 स्तरों के लिए देखा है 3 कम्पेरेटर की आवश्यकता होती है क्योंकि पहले एक आ रहा था कि उनमें से सभी थ्रेशोल्ड से नीचे हैं प्रत्येक कम्पेरेटर के लिए इसलिए 8 स्तरों के लिए 3 बिट रूपांतरणऔर हमें 7 कम्पेरेटर्स की आवश्यकता होगी क्या यह ठीक है तो 7 कम्पेरेटर्स आउटपुट जिस तरह से उत्पन्न करेंगे आपको पता है यह विशेष तालिका तैयार कर सकते है और इस C1 से C7 आउटपुट तक हम इसे एनकोडर के माध्यम से पास कर सकते हैं तो यह C1 है यह C2 है C7 तक यह हम एक एनकोडर से पास कर सकते हैं तो 2 की शक्ति 2 2 की शक्ति 1 और 2 की शक्ति 0 तो यह आपका एनकोडर है इसलिए हम उस लॉजिक को विकसित कर सकते हैं जिस तरह से हमने पिछले मामले में देखा है तो इसी तरह की बात हम पता लगा सकते हैं ठीक है और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम क्या देखेंगे हम देखेंगे की 2 की शक्ति 2 आउटपुट को सीधे C4 के रूप में ले सकते हैं जिस तरह से आपने पहले देखा था 2 की शक्ति 1 को सीधे तौर पर इसके लिए लिया गया था 2 बिट रूपांतरण केस C2 से लिया गया था तो इसी तरह यह C4 से दूसरा है इस मामले में 2 की शक्ति 1 C6 प्लस OR C4 प्राइम C2 और2 की शक्ति 0 इन संबंधों का पालन करेगा तो यह हम कर सकते हैं लेकिन सिर्फ टेबल को ड्रॉ करके और फिर इसे 3 बिट पर मैप करके जिसे आप जानते हैं जिस तरह से हमने 4 स्तर के लिए 2 बिट रिप्रेसेंटशन के लिए किया था तो 8 स्तर 7 कम्पेरेटर आउटपुट और 3 बिट मैपिंग और इस तरह से हम एन्कोडिंग प्राप्त कर सकते हैं क्या यह ठीक है आप इस हिस्से को समझे इसलिए इसे n बिट ADC तक बढ़ाया जा सकता है और हम जानते हैं कि आवश्यक कम्पेरेटर की संख्या 2 की शक्ति n 1 हो जाएगी इसलिए बिट्स की संख्या के साथ कम्पेरेटर की संख्या बढ़ जाती है ठीक है लेकिन यह विधि बहुत तेज है क्योंकि आप जानते हैं समानांतर तुलना की जा रही है और इसीलिए जब आप इसमें से ADC बनाते हैं तो इसे फ्लैश कन्वर्टर कहा जाता है लेकिन निश्चित रूप से इसकी सीमा आवश्यक कम्पेरेटर की संख्या है इसलिए जिसके लिए बिजली की आवश्यकता अधिक होती है यह अधिक महंगा भी हो जाता है और कितनी तेजी से यह संख्या बढ़ती है इस बात के बारे में कि हम बाद में देखेंगे जब हम कुछ अन्य प्रकार के एडीसी पर चर्चा करते हैं और फिर हम तुलनाकर सकते हैं और यह रेफेरेंस वोल्टेज V भागित 8 V भागित 4 रेफेरेंस वोल्टेज की आवश्यकता है और पहले भी आपने V भागित 4 V भागित 2 3V भागित 4 को देखा है इसलिए यह जो प्राप्त हुआ है यह प्रिसीजन वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क से प्राप्त किया जा सकता है ठीक है तो यह है कि हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हम यह भी ध्यान रखते हैं कि यह एन्कोडिंग प्रयोरिटी एनकोडर का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है जो कि आईसी 9318 के रूप में उपलब्ध है और यहाँ जो भी लॉजिक आप यहाँ देखते हैं यह लॉजिकहै यह लॉजिक ब्लॉक है जिसे आप देख सकते हैं और अंत में आउटपुट को एक आउटपुट रजिस्टर में संग्रहीत किया जाता है ताकि आप इसे बाद में उपयोग कर सकें क्या यह ठीक है तो यह फ्लैश कनवर्टर यह एडीसी कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह हमने देखा अब आवश्यक कम्पेरेटर की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही आप इसके साथ बहुत सहज नहीं हैं लागत बढ़ रही है बिजली का बजट बढ़ रहा है तो क्या हम किसी एसी चीज के बारे मे सोच सकते हैं जिससे कि आवश्यक कम्पेरेटर की संख्या कम हो ठीक है इसलिए इस तरह की एक योजना काउंटर आधारित पद्धति है जहां आवश्यक कम्पेरेटर की संख्या केवल एक ही है इसलिए अब से पहले जो हमने समानांतर किया है अब वह अनुक्रमिक है तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं आप समझ सकते हैं कि ट्रेडऑफ समय के साथ है इसलिए अधिक समय आवश्यक है तो हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है तो आप यहाँ जो देख रहे हैं वह एक ब्लॉक हैं ठीक है तो वहाँ एक काउंटर है तो यह काउंटर शुरू में रीसेट है अर्थात यह शुरू में 0 पर है ठीक है और फिर यह वृद्धि करता है और जब यह वृद्धि करता है तो आपने डीएसी के लिए इस तरह की व्यवस्था देखी है तो यहाँ एक लेवल एम्पलीफायर है यह एक बाइनरी लेडर है तो यह लेडर आउटपुट यह एनालॉग आउटपुट जो आपको डीएसी से मिलता है जो इस तरह के आउटपुट की तरह एक स्टेप होगा तो यह आउटपुट यहाँ आता है और यह एक कम्पेरेटर है जिसके बारे में बात कर रहे थे और यह एनालॉग इनपुट वोल्टेज है ठीक है काउंटर वैल्यू बढ़ने पर यह वोल्टेज बढ़ता रहेगा और जब भी यह अधिक होगा जब भी यह एनालॉग इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है तो कम्पेरेटर आउटपुट बदलता है और यह कम्पेरेटर आउटपुट एक गेट और कंट्रोल सर्किट में जाता है जिसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे और अब यह काउंटर पर क्लॉकिंग को रोकता है तो काउंटर वेल्यू जो भी है वह कुछ है जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज से संबंधित है और इस काउंटर वेल्यू को डिजिटल आउटपुट एक परिवर्तित वेल्यू के रूप में लिया जा सकता है क्या यह स्पष्ट है ठीक है तो एक कम्पेरेटर जो वेल्यू की तुलना प्रत्येक क्लॉक साइकल में डीएसी आउटपुट से कर रहा है काउंटर आउटपुट एक डीएसी के माध्यम से परिवर्तित हो जाता है यही कारण है कि हमने वास्तव में इस एडीसी डीएसी की चर्चा डीएसी के साथ शुरू की क्योंकि डीएसी वह अवधारणा है यह लेडर नेटवर्क आपको पता है इस प्रकार के एडीसी निर्माण में निहित है तो यह है इस मामले में यदि संख्या अधिक है तो एनालॉग वोल्टेज अधिक है और यदि आपको n बिट मिला है तो आपको पता है कि सभी बिट का उपयोग करना है तो यह आपको पता है 2 की शक्ति n काउंट तक जाएगा तो अधिकतम रूपांतरण समय 2 की शक्ति n तक हो सकता है तो अगर यह 10 बिट एडीसी है तो हम 10 बिट एडीसी के बारे में बात कर रहे हैं और 1 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक का उपयोग यहां किया जाता है फिर अधिकतम रूपांतरण समय 2 की शक्ति 10 गुणित 1 माइक्रो सेकंड है इसलिए यह 1024 मिलीसेकंड है और अगर आप औसत लेते हैं क्योंकि कुछ संख्याएँ कुछ इनपुट अधिक होंगी तो कुछ इनपुट कम होंगे तो यह सिर्फ औसत होगा 2 से विभाजित अर्थात 0512 मिलीसेकंड तो यह बहुत धीमा है लेकिन आवश्यक कम्पेरेटर की संख्या कम है और यह सर्किट सरल है अब देखते हैं कि इस विशेष सर्किट के लिए गेट और कंट्रोल कैसे काम करता है तो यह कम्पेरेटर है यह एनालॉग वोल्टेज है यह लेडर का आउटपुट है जो एडीसी के भीतर एडीसी की तरह प्रभावी रूप से काम कर रहा है और यह कम्पेरेटर आउटपुट है जो कम शेष है जब यह रेफरेंस वोल्टेज DAC से आता है तो काउंटर परिवर्तित हो जाता है काउंटर आउटपुट DAC के माध्यम से एनालॉग आउटपुट में परिवर्तित हो जाता है ठीक है तो यह आउटपुट एनालॉग इनपुट वोल्टेज से कम है तो उस समय कम्पेरेटर का आउटपुट लो है ठीक है तो यह कम्पेरेटर आउटपुट कम है और फिर आप जो देखते हैं वह ओएस वन शॉट है तो यह 555 मोनो स्टेबल मोड मे काम कर रहा है इसलिए जब आप बातचीत शुरू करते हैं तो यह आपकी शुरुआत है ठीक है तो तुरंत काउंटर को रीसेट किया जाता है और यह विशेष कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप जिसे आप देखते हैं रीसेट होता है ठीक है क्षमा करे यह सेट है यह कुछ समय के बाद देखते है ठीक है इसलिए काउंटर की क्लॉकिंग कंपित है कुछ देर हो रही है इसलिए पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि काउंटर रीसेट हो इसके द्वारा और फिर यह वन शॉट आउटपुट यहां आ रहा है तो वन शॉट आउटपुट यह उच्च 1 हो रहा है तो यह 0 है इसलिए यह आउटपुट 1 हो जाएगा इसके बाद यह 0 हो जाएगा तो 0 0 का मतलब है कि पिछले मूल्य को बरकरार रखा जाएगा क्या यह ठीक है ताकि जब यह 0 है तो यह 1 पर शेष है और यह क्लॉक आ रही है तो यह क्लॉक काउंटर पर जाएगी और काउंटर हर क्लॉक के साथ इसकी वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देगा तो यह वह क्लोकिंग है जो हो रही है और काउंटर इसकी वैल्यूऔर संबन्धित लेडर आउटपुट को बढ़ा रहा है रेफरेंस वोल्टेज वो भी बढ़ रहा है और यह एनालॉग इनपुट वोल्टेज लेवल है तो यह डोटेड लाइन है जिसे आप देखते हैं और जब भी यह इससे अधिक होता है तो क्या होता है ये मान 1 हो जाता है यह कम्पेरेटर आउटपुट 1 हो जाता है तो यह पहले से ही 0 है ठीक है तो 1 और 0 अब यह हो जाता है यह 1 हो जाता है और यह 0 है यह रीसेट हो जाता है - ठीक है तो यह रीसेट है मतलब क्लॉकिंग अब बंद हो गई है इसलिए AND गेट के आउटपुट पर क्लॉकिंग को रोक दिया जाता है क्या यह ठीक है और अब जो कुछ भी वेल्यू है वह एनालॉग इनपुट के डिजिटल कोडेड वेल्यू से संबंधित वेल्यू है क्या यह ठीक है अब इस काउंटर आधारित पद्धति में हम जो देख सकते हैं वह यहा से शुरू हो रहा है अगर न्यू स्टार्ट सिग्नल एनालॉग इनपुट वोल्टेज के रूपांतरण के तुरंत बाद आता है और एनालॉग इनपुट वोल्टेज कुछ इस तरह है वह जिसे आप चाहते हैं यहीं देखें अब यह शुरू हो रहा है यह परिवर्तित हो रहा है फिर यह रीसेट किया जा रहा है तुरंत हम विचार कर रहे हैं कि यह फिर से अगला रूपांतरण इसके तुरंत बाद शुरू होता है तो अगला रीसेट आप जानते हैं अगली गणना शुरू होती है और यह इस स्तर तक जाएगी तो इन मामलों में से प्रत्येक के लिए आप देख सकते हैं यह अक्ष समय है इसलिए रूपांतरण का समय अलग है तो यह वही है जो हम यहां से देख सकते हैं वोल्टेज के एम्प्लिट्यूड के आधार पर एक या दूसरे के संबंध में अधिक या कम समय लेता है ठीक है अब जब इस विशेष डिजिटल कोड को दूसरे डिजिटल से एनालॉग से पुनर्निर्माण के लिए भेजा जाता है तो पुनर्निर्माण समय की एक निश्चित वैल्यू है अब यदि यह एक दूसरे के बहुत करीब आता है जैसे की इस विशेष मामले मे है इसलिए पुनर्निर्माण के साथ कुछ इशू हो सकते हैं और दूसरी बात जो हम देखते हैं कि हर बार यह 0 से शुरू होता है तो काउंटर 0 से शुरू होता है समय की आवश्यकता बढ़ रही है मेरा मतलब है यह अधिकतम हो सकता है जैसा कि मैंने कहा इस वैल्यू के एम्प्लिट्यूडके आधार पर 2 की शक्ति n हो सकता है तो काउंटर आधारित विधि की सीमाओं को कम करने के लिए जो सोचा है वह निरंतर रूपांतरण की एक विधि है तो इसमें यह इस वैल्यू पर पहुंच गया है तो फिर यह 0 पर नहीं आ रहा है और फिर से 0 से शुरू हो रहा है यह यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ठीक है तो यह 0 पर नहीं आ रहा है और फिर से इस वैल्यूतक पहुंचने की कोशिश कर रहा है यह सीधे यहां से यहां तक आ रहा है तो यह संशोधन है जो ठीक किया गया है तो जिसके द्वारा एक गति प्राप्त की जाती है ठीक है और इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि काउंटर पिछले मूल्य से ऊपर जा रहा है और यहाँ काउंटर को नीचे आना है तो हमे सर्किट के अनुसार अप काउंट और डाउन काउंट दोनों की जरूरत है अब इसके लिए हम एक सर्किट नियोजित करते हैं जो इस प्रकृति का है जो कि आप जानते हैं काउंटर आधारित सर्किट जो हमने पहले देखा था का अपग्रेड है इसलिए हमने इस ब्लॉक को पहले से देखा है अब यह कम्पेरेटर है तो वैल्यूके आधार पर इस एनालॉग इनपुट वैल्यू के बिना कम या ज्यादा है हमें 0 या 1 मिल रहा है इसलिए हम इसे अप या डाउन में बदल सकते हैं तो अप का मतलब है कि इसे बढ़ाने की आवश्यकता है काउंटर को बढ़ानेकी आवश्यकता है और डाउन का मतलब है काउंटर को कमकरने की आवश्यकता है और यह अब इस कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप को जा रहा है ये कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप है यह इस तरीके से काम करता है इसलिए आपको पता है कि जब भी क्लॉक आती है तो इस वन शॉट इस मोनो शॉट मोनो शॉट जिसे आपने पहले देखा था यह वास्तव में इस विशेष फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करता हैं इसलिए प्रत्येक क्लॉक में यह वन शॉट इस उप डाउन S R फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करता है और उसके बाद इस आउटपुट पर निर्भर करते हुए यह तय करता है कि क्या यह एक अप काउंट के लिए जाएगा या यह एक डाउन काउंट के लिए जाएगा कृपया सही अंतर को समझें इससे पहले यदि यह अप काउंट में था तो यह अप काउंट चल रहा है है और फिर 0 पर वापस आ रहे है यह अप काउंट जारी रखता है यहां हर बार हर क्लॉक में यह कम्पेरेटर आउटपुट को देखता है और उस के आधार पर यह तय करता है कि क्या यह काउंट अप उच्च होगा और काउंटडाउन लो होगा या दूसरे तरीके से होगा तो यह लॉजिक है जिसे आप यहां पता लगा सकते हैं क्या यह स्पष्ट है तो वन शॉट आउटपुट यह एक यह रीसेट के लिए जा रहा है तो यह 0 हो जाने के बाद रीसेट हो जाएगा और इसके बाद निर्भर करेगा चाहे यह 1 0 हो या यह 1 0 हो जो इस बात पर निर्भर करता है कि यह ऊपर या नीचे है उनमें से एक उच्च होगा और यह काउंट अप या काउंट डाउन होगा इन दोनों में से एक ठीक है तो अगली क्लॉक मे फिर से एक निर्णय किया जाता है तो वही है जो आप देख सकते हैं तो यह अप काउंट हो रही है और यह डाउन काउंट हो रही है इस फ्लिप फ्लॉप के आधार पर और हर बार क्लॉक यहाँ पर आ रही है और यह लगातार हो रही है तो यह काउंटर को रीसेट नहीं किया जा रहा है क्या यह स्पष्ट है और यह DAC आउटपुट है और यह फ़ाइनल डिजिटल आउटपुट है तो निरंतर रूपांतरण के लिए यह वही है जो इनपुट वोल्टेज और एनालॉग इनपुट वोल्टेज विज़ ए विज़vis à vis लेडर वोल्टेजके लिए हो रहा है जो कि काउंटर वैल्यू का डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण है यह वहां है तो आप जानते हैं वे कैसे एक दूसरे को मैप करें तो यह वही है जो आप एक कंटिन्युस टाइप कन्वर्शन के लिए देखेंगे इसलिए यह परिवर्तन है और यह संबन्धित परिवर्तन यहाँ पर है तो यह हाइयर वैल्यूहै इसलिए यह ऊपर जा रहा है यह नीचे आ रहा है क्योंकि यह लोअर वैल्यूहै ठीक है तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी ठीक है और इसका यह कनवर्टर इस विशेष कनवर्टर में डिजिटल आउटपुट एनालॉग इनपुट को ट्रैक करने की कोशिश करता है और जिसके लिए इसे एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर ट्रैकिंग टाइप भी कहा जाता है तो एक बार इसे लॉक कर देने के बाद यह बहुत तेजी से होता है बेसिक काउंटर आधारित विधि की तुलना में जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसलिए एक बार जब यह एनालॉग इनपुट वोल्टेज पर लॉक हो जाता है या तो यह ऊपर जा रहा है या नीचे आने पर छोटी संख्या में क्लॉक साइकल की आवश्यकता होती है इसे बेसिक मेथड के लिए 0 से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती है अब कुछ अतिरिक्त चीजें हैं जो आपको पता हैं इस तरह से एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर जहां निरंतर रूपांतरण जारी रहता है होगी तो यह ओस्सिलेट हो सकता है जब लेडर का आउटपुट एनालॉग सिग्नल के 1 एलएसबी में होता है तो आप जानते हैं कि यह कम्पेरेटर आउटपुट या तो यह ऊपर जा रहा है या यह नीचे आ रहा है तो यह हमेशा ओस्सिलेट होता रहेगा ठीक है तो उस से बचने के लिए व्यवस्था है विशेष व्यवस्था की है कि जब अप आउटपुट - इस तरह कि अप आउटपुट उच्च नहीं होगा जब तक कि लेडर वोल्टेज एनालॉग सिग्नल के आधे एलएसबी से अधिक के नीचे न हो ठीक है तो यह कुछ ऐसा है जो इस सर्किट में साथ मे शामिल है तो यह ओस्सिलेशनको अवॉइड करता है और इसी तरह डाउन आउटपुट जेनेरेशन के लिए है ठीक है तो एक ही बात की जाती है ठीक है और एक और मुद्दा यदि कोई सोचता है अक्सर एक विशेष एडीसी उपयोग किया जाता है यहा मल्टीपल इनपुट हैं और हम उन्हें क्रमिक रूप से मल्टीप्लेक्स तरीके से परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे मामले में ऐसी स्थिति में इस तरह का रूपांतरण उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह लॉकिंग से निकलता है एक बार लॉक होने के बाद यह बहुत तेज होता है तो हर बार आप जानते हैं कि इसे इन ट्रांसिएंट से गुजरना पड़ता है - फ्रेश कन्वर्शन शुरू होता है तो यह वह जगह है जहाँ यह सुझाव नहीं है स्लाइड समय देखें 2650 अंत में एक और महत्वपूर्ण बात जो इस तरह की A से D कन्वर्शन के साथ एक अतिरिक्त सर्किट के रूप में आती है कि जब उप काउंट उच्चतम वैल्यू पर पहुंच गई है तो यह सभी 1s हैं सभी 1s इस तरह ठीक हैं और फिर भी एनालॉग वोल्टेज अधिक है तो यह फिर से आगे जाने की कोशिश करेगा लेकिन अगर काउंटर आगे जाता है तो यह सभी 0 पर जाएगा ठीक है तो आपको पता है इस समय यह नहीं होना चाहिए यह केवल इस वैल्यू पर ही रहना चाहिए ठीक है इस प्रकार यह इस अतिरिक्त सर्किट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि जब सभी 1 हो जाते हैं तो कोई आगे की गिनती नहीं हो कोई अप काउंट नहीं हो और इसी तरह जब सभी 0 हो जाते हैं तो कोई आगे की गिनती नहीं हो कोई डाउन काउंट नहीं हो इस मामले में आप सभी इंवेर्टेड आउटपुट इस चीज के कॉम्प्लिमेंट्री आउटपुट डाउन फ्लिप फ्लॉप के रीसेट साइड पर रख रहे है और यहाँ यह सब अनकोप्लीमेंटेड अप फ्लिप फ्लॉप के रीसेट साइड के लिए है यह स्पष्ट है इसलिए इसके साथ हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमने जो कुछ संक्षेप में देखा है कि ए से डी रूपांतरण की साइमल्टेनियस विधि के लिए कम्पेरेटर के एक बैंक की आवश्यकता होती है और कम्पेरेटर आउटपुट को डिजिटल समकक्ष मे परिवर्तित करने के लिए एक एनकोडर की आवश्यकता होती है ठीक है फ्लैश कन्वर्टर्स एक साथ रूपांतरण का उपयोग करते हैं यह तेज़ है लेकिन इसके लिए बड़ी संख्या में कम्पेरेटर की आवश्यकता है तो n बिट के लिए इसे 2 की शक्ति n 1 की आवश्यकता है ठीक है काउंटर आधारित रूपांतरण सरल बुनियादी है जिसे हमने देखा है इसे केवल एक कम्पेरेटर की आवश्यकता होती है लेकिन इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है तो हम काउंटरर्स का उपयोग करते हुए निरंतर ट्रैकिंग टाइप कनवर्टर पर जाते हैं जिसमें अप और डाउन काउंटर दोनों और कुछ अतिरिक्त सर्किटरी की आवश्यकता होती है और जब यह इनपुट वोल्टेज पर लॉक कर दिया जाता है तो यह बहुत तेज होता है लेकिन मल्टीप्लेक्स इनपुट के लिए यह उचित नहीं है और अतिरिक्त सर्किटरी में हम काउंट लिमीटिंग गेट्स को भी शामिल करते हैं जब एनालॉग इनपुट सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं में उच्चतम मूल्य से अधिक होता है ठीक है धन्यवाद